एक तरल पदार्थ जो एक पाइप से बह रहा है हमने उसमें ऊष्मा परिवहन की कुछ दिलचस्प विशेषताओं का अवलोकन किया है इसलिए हम उस पर और विकास कर रहे हैं तो संक्षेप में हमने कहा कि यदि यह एक स्थिर प्रवाह सीमा की स्थिति है तो ध्यान दें कि पूरी तरह से विकसित क्षेत्र में समीकरणों को हल किए बिना हमने कहा कि dT by dx जो dTs by dx के बराबर है जो dTm by dx के बराबर है और वहकांस्टेंट के बराबर है तो न केवल Ts के लिए सतह का तापमान है और फिर से यह पूरी तरह से विकसित क्षेत्र में है और Tm औसत या मिक्सिंग कप तापमान है तो इसी तरह हम उसके लिए स्थिर तापमान सीमा की स्थिति के लिए पेशकश करते हैं तो आपने कहा कि dT by dx Ts minus T by Ts minus Tm into dTm by dx के बराबर है तो जाहिर है यह स्थिर नहीं है आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह स्थिर नहीं है इसलिए हम यहां से औरविकास कर रहे हैं और देखें कि हम इन उपयोगी अंतर्दृष्टि से क्या कर सकते हैं और आज भी हम वास्तव में पूर्ण मोडल समीकरण को हल करने जा रहे हैं और फिर देखें कि इस प्रकार की अंतर्दृष्टि वास्तव में कैसे पूर्ण मोडल समीकरण को हल करने में मदद करने जा रही है ठीक है तो आइए हम स्थिर तापमान मामले को देखें तो हमने कहा कि dTm by dx इसलिए हमने मिक्सिंग कप तापमान के लिए एक समग्र ऊर्जा संतुलन लिखा और हमने पाया कि qs prime P by mdot Cp के बराबर होना चाहिए तो ध्यान दें कि ऋण चिह्न तरल से आसपास के कारण के लिए तरल पदार्थ से ऊष्मा परिवहन की दिशा पर निर्भर करेगा तो अब अगर यह एक स्थिर तापमान का मामला है जाहिर है फ्लक्स स्थिर नहीं है qs डबल प्राइम स्थिर नहीं है पिछले व्याख्यान में हमने दिखाया कि मिक्सिंग कप तापमान प्रोफाइल क्या है जब फ्लक्स स्थिर होता है या स्थिर फ्लक्स केस होता है तो यह समीकरण पाइप में प्रत्येक स्थान के लिए एक समीकरण है तो यह एक सामान्य संतुलन है जिसे हमने x बराबर 0 से x बराबर L तक लिखा है तो यह x बराबर L के लिए मान्य है इसलिए अब फ्लक्स स्थिर नहीं है हालांकि न्यूटन के शीतलन के नियम Newton's law of cooling से हम जानते हैं कि फ्लक्स परिभाषा के अनुसार h into Ts minus Tm है तो अब हम यहाँ इस व्यंजक का उपयोग hp by mdot Cp Ts minus Tm के बराबर कर सकते हैं तो अब यदि हम इस व्यंजक को एकीकृत करते हैं तो हमें कप मिश्रण तापमान की रूपरेखा का पता लगाने में सक्षम होना चाहिए इसलिए हमें कुछ अलग करना होगा तो अब मैं deltaT नामक एक चर को परिभाषित करने जा रहा हूं डेल्टाT तापमान अंतर है तो डेल्टाT Ts माइनस Tm है और अब मैं डेल्टाT की संपूर्ण अभिव्यक्ति को d deltaT के संदर्भ में बदल सकता हूं यही विशिष्ट कारण है कि मैं इसे डेल्टाT कहता हूं वास्तव में आप थोड़ी देर में देखेंगे कि इसका क्या औचित्य है और आप उन कुछ प्रयोगों से कैसे जुड़ सकते हैं जिन्हें आप वास्तव में प्रयोगशाला में करते हैं अब मैं इस व्यंजक को यहाँ एकीकृत कर सकता हूँ ln जो कि minus h P by mdot Cp के बराबर है तो deltaTi कुछ नहीं लेकिन deltaT at x equal to 0 के बराबर है और deltaT0 deltaT at x equal to L के बराबर है तो यह डेल्टाT कुछ भी नहीं है लेकिन T s minus T m at x equal to 0 है और वह T s at x equal to L minus T m at x equal to L है लेकिन हमने कहा कि यह स्थिर तापमान की स्थिति है तो यह कुछ भी नहीं लेकिन T s minus T m है T s सतह के बीच स्थिर रहता है तो यह T s minus T m at x equal to 0 and x equal to f है तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन औसत द्रव तापमान और सतह के तापमान का तापमान अंतर है और यह q के बाहर निकलने का अंतर है तो ये दोनों वास्तव में मापने योग्य मात्राएँ हैं मैं अब पता लगा सकता हूं कि इनलेट पर औसत तापमान क्या है मैं यह पता लगा सकता हूं कि ट्यूब के आउटलेट पर औसत तापमान क्या है और ये दोनों मापने योग्य मात्रा हैं तो deltaTi i का अर्थ है इनपुट और o आउटपुट के लिए है तो प्रयोगात्मक रूप से ये दोनों मापने योग्य मात्रा हैं तो इसलिए ln deltaT0 by deltaTi जो कि integral 0 to Lh dx के बराबर है हां हाँ कहाँ है यह hbar into L है तो minus P into L into h bar परिचालित करने की लंबाई के आधार पर परिभाषित किया गया है जो कि औसत ऊष्मा परिवहन गुणांक है याद रखें कि हम वास्तव में स्थानीय ताप परिवहन गुणांक में बहुत रुचि नहीं रखते हैं जो अधिक दिलचस्प और महत्वपूर्ण है वह है औसत ताप परिवहन गुणांक ठीक है और यह एक महत्वपूर्ण डिजाइन पैरामीटर mdot Cp है अब अगर मैं तरल पदार्थ द्वारा खोई गई ऊष्मा की कुल मात्रा को देखता हूं ऊष्मा की कुल मात्रा जो वास्तव में खो जाती है संवहन है तो यह mdot Cp into आउटलेट पर मिक्सिंग कप तापमान minus इनलेट पर मिक्सिंग कप तापमान है तो यह ऊष्मा की कुल मात्रा है जो तरल पदार्थ द्वारा इनलेट और आउटलेट पर तरल पदार्थ की क्षमता में अंतर को देखकर खो जाती है तो अब मैं फिर से लिख सकता हूं कि मैं इस अभिव्यक्ति का उपयोग कर सकता हूं और mdot Cp के लिए स्थानापन्न कर सकता हूं इसमें one deltaT0 by deltaTi that is equal to minus PL h bar L divided by q convection into Tmx equal to 0 minus होगा लेकिन हम जानते हैं कि deltaT0 और deltaTa सतह के तापमान और संबंधित कप मिश्रण तापमान में अंतर हैं इसलिए मैं इसे q convection द्वारा minus PL h bar L के रूप में फिर से लिख सकता हूं मैं यहां सतह के तापमान शब्द को जोड़ और घटा सकता हूं तो मुझे Ts minus Tmx equal to L minus Ts minus Tm x equal to 0 मिलेगा तो मैंने यह सब किया है मैंने अभी T s जोड़ा और घटाया है तो यह कुछ नहीं लेकिन यह deltaTo है आउटपुट है सही तो यह minus P L hbarL by mdot Cp है तो q convection into deltaT o minus deltaTi तो यह आउटलेट पर तापमान का अंतर है यह इनलेट पर तापमान का अंतर है तो यहां से मैं फिर से लिख सकताअनुमान लगा सकता हूं कि स्थानांतरित होने वाली ऊष्मा की कुल मात्रा क्या है तो यह hbarL P into L deltaTi minus deltaTo divided by ln deltaTi by deltaTo है यह अभिव्यक्ति क्या है यह तापमान अंतर में लॉग माध्य है तो q convection P into L क्या है यह घुमावदार सतह क्षेत्र है तो यह hbarL into the curved surface area into deltaT lmtd है तो यह सिर्फ एक जादू नहीं है कि आप अपनी गणना में लॉग माध्य तापमान अंतर का उपयोग करते हैं जो वास्तव में कठोर विश्लेषण से पता चलता है कि यह सही तापमान अंतर है कि अगर यह वास्तव में आपके ऊष्मा परिवहन गणना के लिए उपयोग किया जाता है तो लॉग माध्य तापमान अंतर यह आप में से अधिकांश जिन्होंने इस लामिना और अशांत प्रवाह प्रयोगों को किया है आप पहले से ही deltaT lmtd नामक इस शब्द का सामना कर चुके होंगे वास्तव में यह ट्यूब प्रयोगों के एक कठोर विश्लेषण से आता है एक तरल पदार्थ से ट्यूब हीट ट्रांसफर जो आपकी ओर बह रहा है और वास्तव में कोई भी तरल पदार्थ के लिए समान एक्सरसाइज दिखा सकता है जो ट्यूब के बाहर भी जा रहा है ठीक है तो deltaT lmtd वास्तव में ऊष्मा हस्तांतरण गणना के लिए सही तापमान अंतर है तो हम यहां से जो सीखते हैं वह यह है कि लॉग माध्य तापमान अंतर सही तापमान अंतर है जिसे आपको ऊष्मा हस्तांतरण गणना के लिए उपयोग करना है हमेशा नहीं जब आप मापने योग्य गुणों का उपयोग कर रहे हों यह सही उपाय क्यों है इसका कारण यह है कि आप स्थानीय तापमान प्रोफ़ाइल को माप नहीं सकते हैं तो केवल मापने योग्य गुण जो आप जानते हैं वह इनपुट और आउटलेट इनलेट और आउटलेट तापमान है इसलिए यदि आप इनलेट और आउटलेट तापमान जानते हैं तो डेल्टा लॉग माध्य तापमान सही तापमान अंतर है जिसका उपयोग हमें स्थानांतरित होने वाली ऊष्मा की कुल मात्रा को खोजने के लिए करना है Student Refer Time1306 यह अभिव्यक्ति दोनों के लिए मान्य है तो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा दरअसल जब आपने हमें यह कहने दिया है कि अगर आपके पास एक तरल पदार्थ है जो ट्यूब के बाहर एक निश्चित तापमान पर बह रहा है तो यह वास्तव में हमारे पास मौजूद अलग अलग तापमानों तक बढ़ाया जा सकता है एक स्थिर तापमान का उपयोग किया जाता है लेकिन आप एक ही अभिव्यक्ति deltaT log mean temperature का उपयोग अलग अलग तापमान के लिए कर सकते हैं जो हम वास्तव में जब हम ऊष्मा हस्तांतरण उपकरण डिजाइन करने जा रहे हैं देखेंगे तो हम देखेंगे कि यह एक है सामान्य अभिव्यक्ति जो इस बात के लिए मान्य है कि आपके पास स्थिर या भिन्न तापमान है तो हम देखेंगे कि जब हम वास्तव में ऊष्मा परिवहन उपकरण डिजाइन को देखते हैं तो मान लीजिए कि हम कहते हैं कि एक तरल पदार्थ है जो बह रहा है तो एक तरल पदार्थ है जो घन के माध्यम से बह रहा है और इसके चारों ओर एक और तरल पदार्थ है जो घुमावदार सतह के चारों ओर बह रहा है और हम कहते हैं कि यह टिनफिनिटी के तापमान पर है तो अब कोई ऊष्मा परिवहन के स्थानीय प्रवाह को h into Tinfinity minus ™ के रूप में परिभाषित कर सकता है कि तो हम जो जानते हैं वह केवल उस द्रव का तापमान है जो सबसे तेज़ बह रहा है तो यह ट्यूब और इसी तरह हम किसी भी स्थान पर ऊष्मा परिवहन के शुद्ध प्रवाह को ऊष्मा परिवहन गुणांक के रूप में जानते हैं जो तरल पदार्थ के तापमान अंतर और किसी भी क्रॉस सेक्शन में मिश्रण कप तापमान से गुणा होता है तो वैसे यह परिभाषा है तो अब अगर मैं यहां उस परिभाषा को शामिल करता हूं तो मेरे पास q convection होगा जो कुछ ऊष्मा परिवहन गुणांक के बराबर होगा मैं इसे U के रूप में लिखता हूं और मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा कि मैंने यहां U को क्यों इस्तेमाल किया है यहां U into A s into deltaT lmtd है deltaTi को माइनस के रूप में परिभाषित किया गया है तो U सार्वभौमिक ताप परिवहन गुणांक है इसके सार्वभौमिक होने का कारण यह है कि ट्यूब की दीवार एक निश्चित मोटाई की होती है तो सर्कुलर ट्यूब की दीवार में चालन के लिए एक प्रतिरोध होने जा रहा है और बाहरी सतह और तरल पदार्थ के बीच ऊष्मा परिवहन के लिए प्रतिरोध भी होगा जो वास्तव में इसके पीछे बह रहा है तो सार्वभौमिक ऊष्मा परिवहन गुणांक अनिवार्य रूप से यह बताता है कि द्रव से दीवार तक परिवहन के लिए ऊष्मा परिवहन गुणांक क्या है इसलिए अगर मैं इस स्थान को ज़ूम करता हूँ तो अगर यह ट्यूब की दीवार है तो एक द्रव है जो यहाँ बह रहा है और दूसरा द्रव जो यहाँ बह रहा है तो आपके पास तरल एक से गोलाकार ट्यूब की दीवार तक ऊष्मा परिवहन के लिए आंतरिक स्थान पर ऊष्मा परिवहन गुणांक हो सकता है और फिर आंतरिक दीवार से ट्यूब की बाहरी दीवार तक ऊष्मा परिवहन होगा और दीवार से बाहरी तरल पदार्थ तक ऊर्जा से ऊष्मा के परिवहन के लिए ऊष्मा परिवहन गुणांक होगी तो यह U सार्वभौमिक ऊष्मा परिवहन गुणांक यह अनिवार्य रूप से सभी तीन मात्राओं के लिए जिम्मेदार है हम इनमें से बहुत कुछ देखेंगे जब हम वास्तव में हीट एक्सचेंजों के डिजाइन को देख रहे होंगे हम देखेंगे कि universal heat transport coefficient की परिभाषा क्या है हमने संचालन की चर्चा के समय बहुत संक्षेप में देखा है लेकिन हम बहुत अधिक विस्तार से देखेंगे कि यह universal heat transport coefficient क्या है विभिन्न कारक क्या हैं जिनका हिसाब लगाया जाता है उस universal heat transport coefficient में तो यह वही है जो आप में से अधिकांश ने इस्तेमाल किया होगा यदि आपने अपने लामिना का प्रवाह और अशांत प्रवाह प्रयोग किया है तो इसकी universal heat transport coefficient अवधारणा वह है जो आपने उस प्रयोग के लिए ऊष्मा परिवहन गुणांक का अनुमान लगाने के लिए उपयोग की होगी हम इस बारे में कि विभिन्न कारक क्या हैं विभिन्न मात्राएँ क्या हैं और यूनिवर्सल हीट ट्रांसपोर्ट गुणांक के विभिन्न टुकड़े क्या हैं जिन्हें आप विभिन्न परिस्थितियों में उपेक्षा कर सकते हैं का बहुत अधिक विवरण देखेंगे ताकि हम देखेंगे कि हम हीट ट्रांसपोर्ट उपकरण डिजाइन के लिए आरक्षित हैं तो आंतरिक प्रवाह के माध्यम से ऊष्मा परिवहन के बारे में हमने जो कुछ भी अध्ययन किया है वह अब तक केवल ऊष्मा परिवहन गुणांक की विशेषताओं और गुणों के बारे में है हमने कभी नहीं पाया कि वास्तविक संख्या क्या है इसलिए इसमें हमारी रुचि है